41 वें लेक्चर में आपका स्वागत है इस लेक्चर में हम आपको एक सेंसर के साथ जो कि एक गैस सेंसर है एक प्रयोग दिखा रहे हैं इस प्रयोग में हम सेंसर मूल्यों को पढ़ेंगे और उसके आधार पर एक अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं STM32 बोर्ड की MQ2 गैस सेंसर के साथ कैसे इंटरफेसिंग करूंगा और फिर मैं प्रयोग प्रदर्शित करूंगा सबसे पहले MQ2 गैस सेंसर के बारे में यह कुछ इस तरह दिखता है आप देख सकते हैं कि एक Vcc GND एनालॉग आउट और एक डिजिटल आउट है MQ2 गैस सेंसर निम्नलिखित गैसों की उपस्थिति को मापने के लिए सबसे अनुकूल है यह मीथेन ब्यूटेन एलपीजी या धुएं जैसी गैसों का पता लगा सकता है पिन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है पहला पिन बिजली की आपूर्ति वोल्टेज Vcc है जो आमतौर पर 5 वोल्ट है फिर GND कनेक्शन है फिर एक डिजिटल आउट पिन है इस पिन में हम पोटेंशियोमीटर के उपयोग से थ्रेसहोल्ड वैल्यू सेट करके एक डिजिटल वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं हमने एलसीडी डिस्प्ले में पहले से ही पोटेंशियोमीटर का उपयोग देखा है यहाँ भी अगर आप इस डिजिटल आउट वैल्यू का उपयोग करना चाहते हैं तो हमें इस थ्रेसहोल्ड वैल्यू को समायोजित करने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग करना होगा एनालॉग आउट पिन गैस की तीव्रता के आधार पर 0 से 5 वोल्ट के एनालॉग वोल्टेज को आउटपुट करता है जो एक एनालॉग पोर्ट से जुड़ा होगा कुछ निश्चित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि उस MQ2 गैस सेंसर में सेंसर के अंदर एक हीटर होता है और बिजली प्रदान करने के बाद इसे पहले से गर्म करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है इसलिए जब हम सिस्टम शुरू करते हैं तो किसी विशेष सेंसर को आरंभ करने या पहले से गरम करने के लिए कुछ समय की ज़रूरत हो सकती है ताकि यह ठीक से काम कर सके माइक्रोकंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग करने के लिए एनालॉग आउट पिन को एनालॉग इनपुट पिनों में से एक से जोड़ा जा सकता है जो कि हम पहले से ही अधिकांश प्रयोगों के लिए कर चुके हैं उसी तरह हम यह करेंगे और किसी गैस का पता चलने पर अलार्म को ट्रिगर करने के लिए एक उपयुक्त सीमा निर्धारित की जा सकती है अब यह कुछ ऐसा है जिस पर आपको सोचना है कि आप अपने सिस्टम को किस स्तर पर सक्रिय करना चाहते हैं या तो यह एक अलार्म सिस्टम हो सकता है या आप एक GSM कनेक्ट कर सकते हैं जो सीधे फायर ब्रिगेड को एक संदेश भेज देगा लेकिन आम तौर पर जिस धुएं के स्तर को आप समझ सकते हैं आपको फिर से समायोजित करना होगा आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे धुआं उत्पन्न हो और फिर आपको यह देखना होगा कि कूलटर्म के माध्यम से आपको क्या मूल्य मिल रहा है और उसी तरह आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं इस प्रयोग में हम जो कर रहे हैं वह यह है कि जब गैस की उपस्थिति होगी तब एक सुनाई देने योग्य अलार्म सक्रिय हो जाएगा MQ2 गैस सेंसर एसटीएम बोर्ड के एनालॉग इनपुट पिन A1 से जुड़ा है और एक स्पीकर PWM आउटपुट पिन D3 से जुड़ा है यह कनेक्शन आरेख है जो काफी सीधा है हम डिजिटल पिन के बारे में चिंतित नहीं हैं हम एनालॉग आउट को A1 से जोड़ रहे हैं और फिर स्पीकर के साथ अलार्म सिस्टम एक कमरे में मौजूद गैस के प्रतिशत के आधार पर सक्रिय हो जाएगा हम इस D3 पिन का उपयोग करते हैं तो यह सरल कनेक्शन आरेख है जिसकी आवश्यकता है आइए हम Mbed C कोड देखें mypwmperiod us माइक्रोसेकंड में 3000 है और पल्स की चौड़ाई 1550 है और कुछ समय प्रतीक्षा करें और फिर से हम 2200 और पल्स की चौड़ाई 100 कर रहे हैं इसलिए मूल रूप से अगर आप इस वॉयड फायर को देखते हैं फायर एक फ़ंक्शन है जिसे हमने लिखा है और यह फ़ंक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम स्पीकर से ध्वनि जैसा सायरन पैदा करने के लिए कर रहे थे उससे पहले ये फिर से सीधी बातें हैं यह PWMOut mypwm स्पीकर के साथ कनेक्ट करने के लिए है और AnalogIn G एनालॉग पोर्ट A1 से जुड़े हुए गैस सेंसर के लिए है यह सब कनेक्शन के बारे में है और कोड का यह हिस्सा फायर अलार्म के लिए है मेन फंक्शन में while का अर्थ है कि यह दोहराया जाएगा x Gread गैस सेंसर मूल्य को पढ़ता है यदि मान 030 से अधिक है तो हम इस अलार्म सिस्टम को कॉल करते हैं हम 1 सेकंड की प्रतीक्षा करते हैं और हम फिर से कुछ अवधि निर्धारित करते हैं और यह आगे बढ़ता है अगर यह फिर से 030 से अधिक है तो फिर से अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा तो यह एक नमूना कोड है जो हमने स्पीकर के उपयोग से अलार्म सिस्टम के साथ साथ गैस सेंसर की इंटरफेसिंग करने के लिए लिखा है तो हम 41 वें लेक्चर के अंत में आ चुके हैं और यह वास्तव में औपचारिक रूप से उन प्रयोगों को समाप्त करता है जो हमने आपको इस विशेष पाठ्यक्रम में दिखाए हैं इसलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं वास्तव में आपको गैस सेंसर के साथ इंटरफेसिंग भाग दिखाऊंगा जिसके बारे में मैंने अभी बात की है इस प्रयोग में मैं एसटीएम बोर्ड के साथ एक स्मोक सेंसर कनेक्ट करूंगा और स्मोक सेंसर क्या करेगा जब भी यह आस पास धुआं महसूस करेगा तो यह एक अलार्म बजा देगा लेकिन आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जब भी धुएं का अहसास हो एक SMS फायर ब्रिगेड को चले जाना चाहिए उस इंटरफेसिंग में जो आपको करना है वह इस गैस सेंसर को जोड़ने के अलावा है आपको एक जीएसएम बोर्ड की भी आवश्यकता होगी इसलिए हम कई संभव चीजें कर सकते हैं लेकिन यहां हम जो अनिवार्य रूप से कर रहे हैं वह इस स्मोक सेंसर की इंटरफेसिंग है और जब भी इस कमरे के अंदर धुआं होगा तो स्पीकर सायरन जैसी आवाज करेगा आइए देखते हैं कि मैं इस गैस सेंसर को स्पीकर के साथ और एसटीएम बोर्ड के साथ कैसे इंटरफ़ेस करता हूं तो यह गैस सेंसर है यह गैस सेंसर है जिसका हम उपयोग करेंगे आप देख सकते हैं कि चार पिन हैं जो जुड़े हुए हैं तो वह पिन कौन सी हैं एक AD है दूसरा DD है एक और GND है और एक और Vcc है मैं GND और Vcc को जोड़ रहा हूँ और मैं एनालॉग आउटपुट ले रहा हूं इसलिए मैं डिजिटल आउटपुट के बारे में चिंतित नहीं हूं मैं एनालॉग आउटपुट ले रहा हूं और मैं इसे अपने एसटीएम बोर्ड के A1 पिन के साथ जोड़ूंगा एक स्पीकर को ग्राउंड से और दूसरे को PWM पोर्ट में से एक के साथ कनेक्ट करूंगा इस स्थिति में हमने PWM पोर्ट के रूप में D3 पोर्ट का उपयोग किया है तो पहला एक Vcc है अगला एक GND है और फिर अंतिम एक एनालॉग आउटपुट है जिसे मैं STM के A1 पिन के साथ जोड़ रहा हूं यह स्मोक सेंसर के साथ एक साधारण कनेक्शन है जो मैंने किया है अब मैं इस स्पीकर को D3 के साथ और एक को GND के साथ जोड़ रहा हूं जो इस तरफ से चौथा पिन है तो यह सब उस कनेक्शन के बारे में है जो हमने बनाया है ठीक है कोड की मैंने आपके साथ पहले ही चर्चा की है अब मैं कोड डंप करूंगा अब मैं एक माचिस की तीली का उपयोग करूंगा मैं सिर्फ इस माचिस की तीली को बुझाऊंगा और इस धुएं का उपयोग करूंगा जब भी यह धुएं को भांप लेगा कुछ देर के लिए सायरन बज जाएगा मैं इसे एक बार फिर दोहराऊंगा इसे अच्छी मात्रा में धुआं मिलना चाहिए तभी यह समझ पाएगा एक होम ऑटोमेशन सिस्टम में आप के पास सुरक्षा उद्देश्य से हमेशा यह स्मोक सेंसर एकीकृत होना चाहिए तो यह स्मोक सेंसर के साथ प्रयोग के बारे में है हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम आगे क्या प्रयोग कर सकते हैं धन्यवाद